वास्तव में 1913 में बोह्रर ने परमाणु संरचना के मॉडल का प्रतिपादन किया जिसमें इलेक्ट्रॉनों के लिए विविक्त्त ऊर्जा के स्तरों का प्रस्ताव रखा परमाणु में ऊर्जा स्तर होते हैं जो ऊर्जा स्तर विविक्त्त ऊर्जा स्तर होते हैं यह बोह्रर ने माना था कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा स्तर के कुछ स्तरों पर ही गतिमान हो सकते हैं और जब यह उन कक्ष में परिक्रमा करेगा तो यह किसी भी विकिरण का उत्सर्जन नहीं करेगा इसी के आधार पर बोह्रर ने परमाणुओं में परमाणु संरचना को बताया कि इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित रहते है ऊर्जा के स्तर का विविक्त होना ही मुख्य बिन्दु थी वास्तव में आप इस तरह सोच सकते हैं कि यह एक विशेष क्षेत्र पर केंद्रित धनात्मक आवेश है वह नाभिक है नाभिक के चारों ओर गोलीय ऊर्जा स्तर या शैल होते हैं इलेक्ट्रॉन केवल इन ऊर्जा स्तरों में ही रह सकते हैं और यह अन्य ऊर्जा धारण नहीं कर सकता है ऊर्जा स्तरों को हम इन क्षैतिज रेखाओं से प्रदर्शित कर सकते हैं इस चित्र में मेरे पास यह n बराबर 2 है n बराबर 3 n बराबर 4 n बराबर 5 n बराबर 6 n बराबर 1 भी है और उन्होने इस स्तर की ऊर्जा ज्ञात की है nवे स्तर के लिए ऊर्जा 14𝜋ε02 me42n2ħ2 जहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान e इलेक्ट्रॉन का आवेश है h क्रॉस h2𝜋 है h प्लैंक स्थिरांक है और n मुख्य क्वांटम संख्या है वह ऑर्बिटल नंबर या शेल नंबर है यह हाइड्रोजन की तरह के परमाणु की ऊर्जा के लिए मात्रात्मक अभिव्यक्ति थी हाइड्रोजन की तरह परमाणु का मतलब है कि सबसे बाहरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा और यह सिद्धांत अन्य हाइड्रोजन जैसे परमाणु सोडियम पोटेशियम वगैरह के लिए भी अनुप्रयोज्य है बाद में इसे हीलियम और लिथियम फिर बेरिलियम और अन्य परमाणुओं जैसी बहु इलेक्ट्रॉन प्रणाली के लिए भी उपयोगी पाया गया हीलियम नियोन आर्गन वगैरह यह परमाणुओं का एक और समूह है इन्हें हम अक्रिय गैस कहते है वे सभी के शेल पूर्णतः भरे हैं इसका मतलब है कि इनकी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को समायोजित करने की अधिकतम क्षमता है जब इलेक्ट्रॉनों की यह अधिकतम संख्या वहां होती है उस शेल या ऑर्बिट में हो तो हम इसे बंद ऑर्बिट या शेल कहते हैं यह और अधिक इलेक्ट्रॉनों को समायोजित नहीं कर सकता है हीलियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है नियोन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है सबसे बाहरी ओर्बिट पूर्णत भरे होते हैं इसलिए हम उन्हें अक्रिय गैस कहते हैं ये अन्य परमाणुओं के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते क्योंकि इसमें इनकी कोई रुचि नहीं है चूंकि इनके बाहरी कक्षा पूर्ण है और यह स्थायी है और दूसरे को इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता यह दे नहीं सकता यह परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को दूसरों के साथ साझा करने के लिए इच्छुक नहीं हैं ना ही ये छोड़ना चाहते हैं या ना हीं लेना चाहते हैं यही कारण है कि हम इन्हें निष्क्रिय गैस कहते है वैसेयह 1913 में बोह्रर का प्रस्ताव था जिसे हम बोहर मॉडल कहते हैं और जिनके मुख्य महत्वपूर्ण धारणा यह थी कि ऊर्जा प्रमात्रित निश्चित है अर्थात इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कुछ भी नहीं हो सकती ये केवल निश्चित ऊर्जा ले सकता है यही ऊर्जा स्तर की विवक्तकरण है इस धारणा को अगले साल ही फ्रैंक और हर्ट्ज ने प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया यही कारण है कि यह इस फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग है जो ऊर्जा स्तर की विवक्त प्रकृति को प्रदर्शित करता है इस वजह से यह ऐतिहासिक रूप से काफी महत्वपूर्ण प्रयोग है आज वह प्रयोग मैं अपनी ओपटिक्स प्रयोगशाला में प्रदर्शित करूंगा सन 1914 में जे जे फ्रैंक और जी हर्त्ज़ ने परमाणु स्तर या ऊर्जा स्तरों की क्वांटम प्रकृति को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया यह प्रायोगिक सेटअप काफी सरल है इसमें एक ट्यूब ग्लास की ट्यूब है इस ट्यूब में एक कैथोड है जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा इस कैथोड को हीटर की सहायता से गर्म किया जाता है मैंने यहाँ फिलामेंट लिया है जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा अब इस ट्यूब में हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है जब यह इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा तो यह मरक्युरि के परमाणुओं से टकराएगा इस ट्यूब में मरक्युरि के परमाणु गैसीय रूप में उपलब्ध हैं और यह इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एनोड तक पहुंच जाएगा आमतौर पर कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है और एनोड पॉजिटिव टर्मिनल यह इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच जायेंगे और इस एनोड से इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण हमें कुछ करंट मिलेगा हमें जो करंट मिलेगा उसे एनोड करंट कहा जाता है ये एनोड करेंट हम क्यों प्राप्त कर रहे हैं तो कैथोड इलेक्ट्रॉनों से उत्सर्जित किया जाता है और इस ट्यूब के माध्यम से इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच जाएगा और यहाँ से फिर ये ग्राउंड हो जाते हैं कुछ धनात्मक वोल्टेज दिया अर्थिङ्ग के लिए दिया जाता है ये ऋणात्मक वोल्टेज के समान है जिसे ग्राउंड कर दिया गया हो इस सर्किट में बहने वाले करेंट को एनोड करंट कहते हैं अब सवाल यह है कि कैथोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों में कुछ ऊर्जा थर्मल ऊर्जा होगी उस ऊर्जा के साथ यह इस दूरी को तय नहीं कर सकता यदि आप इसे कुछ बाहरी ऊर्जा नहीं देते हैं यही कारण है कि यहाँ यह ग्रिड लगा रखा है आप देख रहे हैं यह ग्रिड है ग्रिड का मतलब है कि यह एक तार है लेकिन इसमें छेद हैं छेद है ताकि यह एक के रूप में कार्य करेगा यहां इसे हम कैथोड के सापेक्ष इसे धनात्मक विभव पर रखते हैं इलेक्ट्रॉनों को कैथोड और इस ग्रिड के बीच विभावांतर का अनुभव होगा इस धनात्मक विभव की वजह से इलेक्ट्रॉन ग्रिड की ओर eV ऊर्जा से त्वरित हो जायेंगे क्योकि यह विभावांतर V वोल्ट्स है यहाँ ये U1 चूंकि U1 इसका विभव अंतर है तो eU1 ऊर्जा के साथ यह ग्रिड पर पहुँचेगा और यह ग्रिड के छेद से होकर गुजरेगा इसलिए इसे ग्रिड कहा जाता है यह एक छोटा सा छेद है और यहाँ वास्तव में हमने कुछ ऋणात्मक विभव दिए हैं जब यह त्वरण विभव या कहें इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा eU1 है जब U2 पोटैन्श्यल से अधिक हो जाएगी अर्थात जब यह इस अवमंदन विभव इस ऋणात्मक विभव के कारण को पार करने लायक हो जाएगी तब फिर ये यहां तक पहुंचेंगे इस प्रयोग में हम क्या करते हैं हम एक जरा सा अवमंदन विभव लगाते हैं ताकि इस तापीय ऊर्जा के साथ जो भी इलेक्ट्रॉन यहां से उत्सर्जित हो इस ऊर्जा के कारण यह एनोड में न पहुंच पाए शुरू में यह एनोड तक नहीं पहुंच पाएगा इसलिए हमें कोई एनोड करंट नहीं मिलेगा अब हम क्या करेंगे हम इसे बढ़ाएंगे इस U1 वोल्टेज को इसका मतलब है मैं इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा गतिज ऊर्जा को बढ़ा रहा हूं जो कि eU1 है तब वह इलेक्ट्रॉन इस अवमंदन पोटैन्श्यल को पार कर जाएगा और एनोड तक पहुंच जाएगा I यदि मैं U1 को बढ़ा देता हूँ अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच जायेंगे और मुझे अधिक से अधिक करंट मिलेगा ये करेंट का मान बढ़ता रहेगा तभी अचानक हमें करेंट में कुछ गिरावट मिलेगी और फिर हम इस U1 पोटैन्श्यल की वृद्धि जारी रखेंगे U1 में वृद्धि से करेंट में भी वृद्धि होती रहेगी करेंट में लगातार वृद्धि के बजाय यहाँ हमें करेंट में पदश वृद्धि मिलती है इसका मतलब यह है कि किसी U1 वोल्टेज पर विद्युत धारा अचानक गिरती है अब प्रश्न यह है कि एनोड करंट में यह अचानक गिरावट क्यों आती है एनोड करंट के अचानक कमी का मतलब है कि उस वोल्टेज में अचानक इलेक्ट्रॉनों की पर्याप्त संख्या एनोड तक नहीं पहुंच रहे हैं और यह विशेष वोल्टेज पर हो रहा है सभी वोल्टेज वह विशिष्ट वोल्टेज नहीं है इसका कारण है मरक्युरि के परमाणुओं की वहाँ उपस्थिति इन मरक्युरि परमाणु से होकर गुजरते वक्तया कहें इस गैस माध्यम से चलने के दौरान इलेक्ट्रॉन इन परमाणु से टकराएंगे और प्रकीर्णित हो जाएंगे ये एक तरह प्रत्यास्थ संघट्ट है अतः इलेक्ट्रॉन प्रकीरन्न के दौरान कोई भी ऊर्जा नहीं खोएगी इसीलिए इसे इलास्टिक स्कैटरिंग प्रत्यास्थ संघट्ट कहा जाता है लेकिन कुछ वोल्टेज में हम देख रहे हैं कि यह एनोड करंट कम हो रहा है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन किसी तरह ऊर्जा खो रहे हैं इससे ऊर्जा कम हो रही है और एनोड तक पहुंचने के लिए इसमें पर्याप्त ऊर्जा नहीं है अधिकांश इलेक्ट्रॉन किसी विशेष वोल्टेज पर एनोड तक नहीं पहुंचेंगे यह इसलिए हो रहा है क्योंकि इस विशेष वोल्टेज पर इलेक्ट्रॉनों का अप्रत्यास्थ संघट्ट हो रहा है वह क्या है ऐसा हो सकता है कि इस वोल्टेज पर विशेष रूप से मरक्युरि के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की टक्कर के कारण ऐसा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को मरक्युरि परमाणुओं द्वारा अवशोषित किया जाता है और यह अप्रत्यास्थ संघट्ट और उसके दौरान मरक्युरि परमाणुओं द्वारा ऊर्जा के इस अवशोषण केवल कुछ निश्चित ऊर्जाओं या निशचित वोल्टेज पर ही हो रहा है ऐसा तभी संभव है जब मरक्युरि परमाणुओं में ऊर्जा स्तर विविक्त्त हों और जब इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा मरक्युरि परमाणु के ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा अंतर के ठीक बराबर होता है तब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को मरक्युरि परमाणु द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा और उसके इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर पहुँच जायेंगे तो पारे के परमाणुओं में कुछ ऊर्जा स्तर होते हैं और इन ऊर्जा स्तरों के बीच ऊर्जा अंतर होता है और जब इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा पारे के ऊर्जा स्तरों के अंतर के साथ ठीक मेल खाती है तभी ऊर्जा का स्थानांतरण और अवशोषण होता है इलेक्ट्रॉन अपनी गतिज ऊर्जा खो देगा और यह एनोड तक पहुंचने में असमर्थ हो जाएगा है इसलिए अचानक करेंट कम हो जाता है और यह निकटतम दो ऊर्जा स्तरों के बीच या फिर दूसरा जो हो रहा है वह हो सकता है यह पहला और दूसरा ऊर्जा स्तर के लिए है अगला एक पहला और तीसरा ऊर्जा स्तर होगा फिर अगला पहला और चौथा ऊर्जा स्तर होगा यह पारा परमाणु के उच्च और उच्च और उच्च ऊर्जा स्तरों पर उत्तेजित होने में सक्षम होगा जब इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा पारा के ऊर्जा स्तरों के उस ऊर्जा अंतर के बराबर होती है तो यह सब अवलोकन किया गया एनोड करेंट के इस प्रकार के पैटर्न त्वरण वोल्टेज के फलन के रूप में पाया गया और यह पैटर्न स्पष्ट रूप से परमाणुओं की ऊर्जा स्तर की विविक्त्त स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है अब यह प्रयोग मैं अपनी प्रयोगशाला में प्रदर्शित करूँगा यहां आप प्रायोगिक सेटअप देख सकते हैं यहाँ आप देख सकते हैं आप उस ट्यूब को देख सकते हैं जो कि ग्लास ट्यूब है जहां पारा गैस है वहां पारा होता है अब इस ट्यूब में हमारे पास कैथोड है यहाँ आप देख सकते हैं यह आरेख यहाँ खींचा गया है मुझे लगता है कि हाँ आरेख यहाँ खींचा गया है यह ग्लास ट्यूब है जो मैंने यहां दिखाया है यह कैथोड है और UH यहां जो कुछ भी लिखा है वह हीटर करंट है जो कि फिलामेंट हीटर करंट इस फिलामेंट को दिया जाता है और फिर उस कैथोड को ये ऋणात्मक वोल्टेज U1 के साथ जुड़ा हुआ है आप यहाँ U1 ऋणात्म वोल्टेज देखते हैं और फिर हमारे पास ग्रिड है मेरे चित्र में मैंने आपको एक ग्रिड दिखाया है लेकिन यहां दो ग्रिड हैं यह एक ग्रिड है और यह एक और ग्रिड है लेकिन दोनों इस वोल्टेज U1 से जुड़े हुए हैं यह एक है एक ग्रिड का भी उपयोग कर सकता है या दो ग्रिड का उपयोग कर सकता है कोई समस्या नहीं है लेकिन एक ही वोल्टेज U1 दिया जाता है यह त्वरण वोल्टेज और यह एनोड है और यह एनोड ग्राउंडेड है या यहां यह U2 वोल्टेज है यह अवमंदन वोल्टेज है U2 जो एनोड को दिया जाता है यह ग्रिड वोल्टेज U1 पर ऋणात्मक वोल्टेज के सापेक्ष है यह ऋणातत्मक है यह इलेक्ट्रॉन के लिए मंदन वोल्टेज है और U1 इलेक्ट्रॉन के लिए त्वरण वोल्टेज है ग्रिड और एनोड के बीच अवमंदन वोल्टेज क्यों दिया जाता है तो जैसे मैंने समझाया कि कम उर्जा वाले इलेक्ट्रॉन एनोड तक न पहुंच पायेँ इसलिए हमें करंट नहीं मिलेगा यहां मुझे लगता है कि मैं आपको विद्युत कनेक्शन दिखा सकता हूं यह पावर सप्लाइ है यहां से ये कनेक्शन इलेक्ट्रोड को दे रहे हैं यह यहाँ UH लिखा है ये हीटर करेंट के लिए हीटर वोल्टेज या जो पावर सप्लाइ है वो दी जाती है यहाँ यह U1 लिखा है यहाँ यह U2 है इस पावर सप्लाइ से यह यहाँ दिया गया है और आप जानते हैं कि पारा तरल होता है इसे गैसीय रूप देने के लिए हमें इसे गर्म करना होगा इस पारे को गर्म करने का यहाँ विकल्प है ताकि इसे गैसीय रूप दिया जा सके यहाँ हम देख सकते हैं कि तापमान मापने के लिए एक थर्मोकपल है अब यहाँ आप देखते हैंपावर सप्लाइ है आप यहाँ 177 देख रहे हैं यह तापमान है आप वास्तव में T देख सकते हैं यह डिग्री सेंटीग्रेड में है यह पारे को गैसीय रूप में रखने के लिए तापमान को स्थिर बनाए रखता है यहाँ एक नियत तापमान रखा जाता है और यहाँ आप यह देख सकते हैं कि मैं इसे यहाँ बदल सकता हूँ यह IA का अर्थ यहाँ एनोड करंट से है यह अभी 0 है और यहाँ UH को दिखा रहा है UH का मतलब है हीटर करंट से है हीटर करंट है यह UH 12 वोल्ट है और यह U1 वोल्टेज है जिसे हमने इसके उच्तम सीमा पर रखा है अधिकतम 60 वोल्ट हम आरोपित कर सकते हैं यह कंपनी द्वारा दिया गया सीमा है कि हमें 60 वोल्ट से अधिक त्वरण वोल्टेज नहीं लगाना चाहिए और फिर अगर मैं इसे बदल देता हूं तो यह U2 है यहां आप 20 देख सकते हैं यह अवमंदन वोल्टेज है हमने इसे नियत रखा है हम U2 को नहीं बदलेंगे ग्रिड और एनोड के बीच कुछ अवमंदन वोल्टेज लगाया गया हैं और फिर यह U3 है कुछ अन्य विकल्प हैं लेकिन हमें जरूरत नहीं है यहाँ हम क्या करेंगे यह प्रयोग हम मैनुअल मोड के साथ साथ स्वचालित मोड में भी कर सकते हैं अब मैं यहाँ क्या करूँगा मुझे लगता है कि मैं PC मोड पर करता हूँ तो मैं PC मोड चुनता हूँ PC मोड का मतलब है यहाँ हम PC के साथ इंटरफेस कर सकते हैं सिर्फ एक सॉफ्टवेयर के जरिये एक सॉफ्टवेयर है यह कंपनी द्वारा दिया गया है आप यहाँ उपकरण के स्वचालन नहीं अपितु मैं मैन्युअल रूप से बदल सकता हूँ तो मुझे क्या प्रयोग करना है मुझे U1 को बदल कर करेंट IA नोट करना है आप मैन्युअल रूप से कर सकते हैं और फिर हम डेटा ले लेंगे और फिर हम एक ग्राफ में डेटा को प्लॉट करेंगे फिर आपको यह देखना चाहिए कि क्या आपको वैसा ही पैटर्न मिलता है जैसा मैंने आपको दिखाया है मैं डेटा को नोट करने और ग्राफ़ पेपर में प्लॉटिंग करने के बजाय मैं इस स्क्रीन का उपयोग कर रहा हूं यह सीधे यहां ग्राफ को प्रदर्शित करेगा PC मोड में मुझे लगता है मुझे आपको दिखाना चाहिए PC मोड में अर्थात मैं केवल इस स्क्रीन का उपयोग कर के प्रयोग रहा हूं मैं यहाँ क्या करूँगा मैं इस प्रयोग का चयन करूँगा फ्रैंक हर्ट्ज़ प्रयोग मैं इस फ्रैंक हर्ट्ज़ प्रयोग का चयन करता हूँ यहां विकल्प स्वचालित और मैनुअल नियंत्रण है मैं मैन्युअल रूप से करना चाहता हूं मतलब U1 का मान मैं बदलूंगा और नोट कर लूंगा और फिर मैं ग्राफ खुद प्लॉट करूँगा तो मैं प्रेक्षण लिखता हूँ और मैं वोल्टेज बदलूंगामैं इसे 0 करता हूँ शुरुआत में हम U1 को 0 रखते हैं U2 को मैं 5 पर रखता हूँ मगर ये कुछ त्रुटियों यहाँ आ रही हैं अब यह मुझे दिखा रहा है कि आपका तापमान 175 है आपका हीटर वोल्टेज 63 है और U2 2 वोल्ट ठीक है और U1 0 वोल्ट है अब मैं प्रयोग शुरू करता हूँ U1 जब 0 है करेंट भी 0 है फिर मैं इसे बदलता हूँ 01 02 03 यहां आप देख सकते हैं कि यह करेंट है संगत करेंट यहाँ प्लॉट हो रहा है अब मैं इसे जल्दी से बदलता हूँ 1 11 12 जल्दी से मैं बदल रहा हूं क्योंकि शुरू में मुझे कुछ उच्च वोल्टेज की आवश्यकता है अब यह 5 वोल्ट है 5 वोल्ट पर आप देख सकते हैं अभी भी IA 0 है एनोड करेंट 0 है फिर मैं तेजी से U1 को बढ़ा रहा हूं यह 8 के आसपास है हाँ 81 मैं इसे बदल रहा हूँ आप अभी भी देख रहे हैं कि यह करेंट 0 है स्केल अपने आप बदल जाता है अब थोड़ा करेंट है थोड़ा करंट आ रहा है लेकिन स्थिर नहीं है अब करेंट बढ़ रहा है आप देख रहे हैं मैं लगातार बदल रहा हूँ करंट बढ़ता जा रहा है और फिर हाँ करंट IA का परिवर्तन U1 के साथ दिखाई दे रहा है यह इस तरह है यहाँ मैं U1 को बदलने के लिए माउस का उपयोग कर रहा हूँ और आप देख रहे हैं कि U1 वोल्टेज के साथ करेंट बदल रहा है अब U1 वोल्टेज 34 है फिर 35 फिर 36 37 38 39 है अब मैं इसे 45 46 47 48 मैं 50 तक ले जाऊंगा यह 50 आप देख रहे हैं कि U1 वोल्टेज 50 है और फिर करेंट इस तरह बदल रहा है मैंने जो भी पैटर्न दिखाया है जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं ये तभी अपेक्षित है जब पारा परमाणु में असतत या विविक्त्त ऊर्जा का स्तर है तो ही एनोड करंट की इस तरह की भिन्नता अपेक्षित है और यह कि प्रयोग की व्यवस्था ऐसी है कि हमने U2 पर अवमंदन विभव लगाया है और U1 पर त्वरण विभव तो ठीक उसी प्रकार का पैटर्न हम स्क्रीन पर प्राप्त कर रहे हैं यहां से कोई भी इसका पता लगा सकता है कहां करेंट कम हो रहा है जहां करंट कम हो रहा है उसके संगत ऊर्जा eU1 पारे के परमाणुओं के ऊर्जा स्तर के साथ मैच कर रहा है और इसी प्रकार अगला इस तरह से आपको कई अधिकतम शीर्ष मिलते हैं मैन्युअल रूप से कोई भी यह प्रयोग कर सकता है यह प्रदर्शन है कि एनोड करेंट का ये पैटर्न और कुछ नहीं है लेकिन परमाणु के असतत या विविक्त्त ऊर्जा स्तरों का हस्ताक्षर है यह ऐतिहासिक प्रयोग है और यह बोह्रर के अभिधारणा की पुष्टि करता है परमाणु संरचना की पुष्टि करता है बस कोई भी यह प्रयोग कर सकता है तो अब मैं इस प्रयोग को रोकता हूँ और यहां हमने जो भी डेटा लिया है एक यह है और एक यहाँ है यह U1 है यह पैमाना V अर्थात वोल्ट में हैं और यह IA एनोड करेंट nA में अर्थात नैनो एम्पीयर में है इस प्रयोग को स्वचालित मोड में स्वचालित रूप से भी कर सकता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अपने आप से ही U1 को स्टेप में परिवर्तन करेगा और यह करेंट IA को नोट करेगा और यह यहां प्लॉट भी करेगा मैं आपको दिखाता हूँ लेकिन यह प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण नहीं है वह और कुछ नहीं बल्कि प्रयोग का परिष्करण है इस स्क्रीन के बिना भी आप मैन्युअल रूप से प्रयोग कर सकते हैं जिसे आपको नोट करना है लेकिन चूंकि हमने यह इंटरफेसिंग किया है हम इसका उपयोग कर रहे हैं वास्तव में आपको इस कंप्यूटर या इंटरफ़ेस की आवश्यकता नहीं है हमारे पास स्वचालित मोड है यदि मैं इसे चुनता हूं तो आप देखिए मैं प्रयोग शुरू करता हूं आप देख सकते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं बस यह U1 को बदल रहा है और U1 के फलन के रूप में एनोड करेंट के बदलाव को ग्राफ में प्लॉट कर रहा है किसी निश्चित या एक विशेष तापमान पर जिसे बेशक हमने चुना है बस ये प्रयोग हो जाता है आपको वही मिल रहा है जो मुझे मैन्युअल मोड से मिला है स्वचालित मोड में भी हमें वही परिणाम मिले है और यदि आप यहां डेटा परिवर्तन को नोट करते हैं और डेटा और प्लॉट को एक ग्राफ में नोट करते हैं तो आपको यह मिल जाएगा और इस अधिकतम शीर्ष से वास्तव में हम इस स्थिति को यहां छोड़ते हुए उस स्थिति में ले जाते हैं जहां यह गिर रहा है यदि आप नोट करें और आप मैच करने की कोशिश करें तो आप पारा के ऊर्जा स्तरों के साथ मेल करने की कोशिश कर सकते हैं मुझे लगता है कि ये मैं नहीं करने जा रहा हूं लेकिन सिर्फ थोड़ी चर्चा करूँगा पारा का परमाणु संख्या 80 है अगर यहाँ इस सिद्धांत कि इलेक्ट्रॉनों को कैसे व्यवस्थित किया जाता है आप जानते हैं यहाँ मेरे पास सिर्फ 80 इलेक्ट्रॉन हैं जिन्हें मैंने इस तरह से रखा है यहां आप देख सकते हैं कि यह सबसे बाहरी स्तर 6s है और यहां यह दो इलेक्ट्रॉन हैं यह पारा की इलेक्ट्रॉनिक संरचना यह उसी तरह की है जैसा कि आप जानते हैं कि अक्रिय गैस के समान है हीलियम आपको याद है कि इसमें दो इलेक्ट्रॉन हैं और यह 1s 2 नियॉन है इसमें 1s2 2s 2 2p 6 10 इलेक्ट्रॉन हैं इसकी संरचना भी इसी तरह का है यही कारण है कि यह अक्रिय गैस नहीं है लेकिन यह वैसा व्यवहार करती है जैसे यह अन्य परिवेशीय परमाणुओं के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है और इसके अलावा शुद्ध रूप में तरल रूप में प्राप्त करना आसान है और ये किसी साथ प्रतिक्रिया नहीं करती और यह एक अक्रिय गैस परमाणु इलेक्ट्रॉनिक संरचना की तरह है और आप 175 के ताप पर आप आसानी से गैस बना सकते हैं जैसा कि मैंने दिखाया है कि आप इसे गैस बना सकते हैं यही कारण है कि हमने हीलियम का उपयोग नहीं किया है इसका उपयोग फ्रैंक हर्ट्ज द्वारा उस समय किया गया था यही कारण है कि हीलियम का उपयोग किया गया था अब यह 6s स्तर बाहरी सबसे अधिक ऊर्जा स्तर 6s है यह 6 6s अब आप 6 अन्य 6s को प्लॉट कर सकते हैं फिर आपके पास 4 एफ 5 डी उसके बाद 4 एफ मुझे लगता है कि फिर 4 एफ फुल है 5 डी फुल 6 पी है 6 एस फिर 6 पी और 6 पी फिर 7 एस फिर 7 एस फिर 5 एफ फिर 5 एफ इस तरह के ऊर्जा स्तर हैं यहाँ दो इलेक्ट्रॉन हैं यदि आप इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा गतिज ऊर्जा के आधार पर गर्म करते हैं ऊर्जा देते हैं तो यह यहाँ उत्तेजित हो जाएगा यह उस इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा और उत्तेजित हो कर यहा आ जाएगा यह पहला है इसकी वजह से आपको यह पहली गिरावट आई है और फिर आप ऊर्जा बढ़ा रहे हैं यदि इस अन्तर के ये ऊर्जा पर्याप्त है तो इस तरह से फिर ये बदल रहा है तो जैसे ये U1 बदल रहे हैं यह बढ़ती जा रही है जब यह ऊर्जा होगी इन दो स्तरों के बीच ऊर्जा के अंतर के बराबर होगी इसे अवशोषित कर लिया जाएगा और यह यहां पहुँच जाएगा फिर यहाँ से यहाँ इस तरह से यही इस ऊर्जा की गिरावट का कारण है और जो परमाणुओं के ऊर्जा स्तर की इन विविक्त्त प्रकृति के हस्ताक्षर हैं यह शानदार प्रयोग सरल प्रयोग ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है और इस मान से वास्तव में लगभग ऊर्जा स्तरों की इस संरचना का पता लगा सकते हैं हाँ यह मुश्किल है हमें कुछ सुधार की आवश्यकता है लेकिन 6s के ऊपर के ऊर्जा स्तरों के बीच के अंतर का भी पता लगाया जा सकता है मुझे लगता है कि मुझे ये लैक्चर यहाँ ख़त्म करना चाहिए आपके ध्यान के लिए धन्यवाद